अब हम पीवी ग्रिड इंटरफ़ेसInterface जोड़ना के लिए कुछ टोपोलॉजी पर चर्चा करते हैं साहित्य में कई टोपोलॉजी उपलब्ध हैं वे शायद निम्नलिखित तरीके से वर्गीकृत किए जा सकते हैं इन्सोलेशन मुख्य वर्गीकारको में से एक होगा इन्सोलेशन पर आधारित कई टोपोलॉजी हैं जहां एक इन्सोलेशन कहा रखना है और क्या इन्सोलेशन की आवश्यकता है या नहीं तो आप देखेंगे की इन्सोलेशन के लिए कम आवृत्ति ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाएगा इन्सोलेशन के लिए उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जा रहा है आपको ट्रांसफार्मर इन्सोलेशन के बिना भी सर्किट मिलेंगे उन्हें ट्रांसफार्मर रहित पीवी ग्रिड इंटरफ़ेस कहा जाता है प्रत्येक के अपने लाभ और हानि हैं हम उन पर चर्चा करेंगे पावर चरणों की संख्या के आधार पर भी वर्गीकरण है हम देखेंगे आपके पास एक पावर स्टेज हो सकता है पीवी मॉड्यूल की अधिकतम पावर पॉइंट ट्रैकिंग का ध्यान रखने के लिए एक डीसी डीसी कनवर्टर स्रोत मॉड्यूल एक और डीसी डीसी कनवर्टर हो सकता है जिसे आउटपुट करंट नियंत्रण या वोल्टेज नियंत्रण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है अनफोल्डिंग करने के लिए एक और कनवर्टर हो सकता है तो यदि आप आप देखेंगे कि कुछ टोपोलॉजीज़ हैं जो दो या तीन कनवर्टर चरणों का उपयोग करती हैं तो कुछ टोपोलॉजी जो केवल एक पावर कनवर्टर चरण का उपयोग करती हैं तो यह पूरी प्रणाली की दक्षता पर प्रभाव डालता है तो आप साहित्य में देखेंगे टोपोलॉजी पावर चरणों की संख्या पर भी आधारित है आपको कंट्रोल डायनेमिक्स पर आधारित कन्वर्टर्स भी दिखाई देंगे तो आप स्केलर कंट्रोल देखेंगे जहां इंटर साइकल इंटर साइकल डायनेमिक्स के साथ कंट्रोल किया जाता है यानी डायनेमिक्स को सेटल होने में एक से अधिक 50 हर्ट्ज साइकल लग सकते हैं यदि आप DQ अक्ष सिद्धांत का उपयोग करते हैं तो आप इंट्रा साइकल डायनेमिक्स प्राप्त करेंगे यानी डायनामिक्स एक चक्र के के अन्दर सेटल हो जायेगी तो ये नियंत्रण खंड हैं जो लोकप्रिय हैं और जो उपयोग में हैं हम डिजाइन करते समय इनमें से कुछ चीजों पर भी चर्चा करेंगे पीवी ग्रिड इंटरफ़ेस सर्किट को देखते हुए भी तो एक एक करके मुझे विभिन्न प्रकार के पीवी ग्रिड इंटरफ़ेस सर्किट को पेश करने दें और हम उनके बारे में चर्चा करने में कुछ समय दें मुझे निम्नलिखित टोपोलॉजी लेने दें जहां हमारे पास पीवी मॉड्यूल एक डीसी डीसी कनवर्टर से जुड़ा हुआ है और डीसी डीसी कनवर्टर के आउटपुट में एक कैपेसिटेंस है डीसी डीसी कनवर्टर में इस तरह का एक नियंत्रण इनपुट है और MPPT कंट्रोल के लिए इस नियंत्रण इनपुट का उपयोग किया जाता है अब यह भाग हम इससे परिचित हैं आपके पास बफर कैपेसिटर CT डीसी डीसी कनवर्टर और फिर आउटपुट कैपेसिटर है हम यहां क्या करना चाहते हैं मैं चर्चा करूंगा इस भाग तक हम जानते हैं और यह डीसी डीसी कनवर्टर कोई भी डीसी डीसी कनवर्टर हो सकता है या तो नॉन आईसोलेटेड या आईसोलेटेड जो पीवी टर्मिनलों को लोड लाइन से उचित तरह से मैच करे ताकी पीवी से अधिकतम पावर प्राप्त हो सके इस डीसी डीसी कनवर्टर का आउटपुट दूसरे डीसी डीसी कनवर्टर के इनपुट को दिया जाता है तो इस अन्य डीसी डीसी कनवर्टर का काम डाउनस्ट्रीम साइड पर आउटपुट वोल्टेज को नियंत्रित करना है इस डीसी डीसी कनवर्टर का कार्य अधिकतम पावर प्वाइंट ट्रैकिंग के लिए इनपुट इम्पीड़ेंस को नियंत्रित करने था तो प्रत्येक डीसी डीसी कन्वर्टर्स के अलग कार्य है तो यह डीसी डीसी कनवर्टर यूनिडायरेक्शनल unidirectional एक दिशा में आउटपुट देने के लिए माना जाता है यह अभी भी डीसी है लेकिन यह बदलने वाला डीसी है और बदलने का तरीका ऐसा है कि यह रेक्टीफाईड साइन तरंग के आकार में है तो आप इस डीसी डीसी कन्वर्टर के ड्यूटी साइकिल को एक तरंग से नियंत्रित कर सकते हैं जो आपको एक आउटपुट देगा जो आपको रेक्टीफाईड साइन तरंग प्रदान कर रहा है उस डीसी डीसी कनवर्टर का आउटपुट एक अनफोल्डिंग सर्किट से गुजरेगा मैं इसे एक अनफोल्डिंग सर्किट कहूंगा और यह क्या करता है वैकल्पिक रूप से यह इस पूर्ण रेक्टीफाईड साइनसॉइड को अनफोल्ड करेगा जिससे आपको इसके आउटपुट पर साइनसोइडल तरंग आकार मिलेगा तो अनफोल्डिंग सर्किट का काम ऐसा होगा कि यह पहले पॉजिटिव को पॉजिटिव रहने देगा दूसरा रेक्टीफाईड साइन उलटा हो जाएगा ताकि दोनों एक साथ एक साइन तरंग बन जाए अब यह साइन तरंग एक आईसोलेशन के माध्यम से गुजरेगी ट्रांसफार्मर आईसोलेशन कम आवृत्ति के क्योंकि यह अब 50 हर्ट्ज कि है तो आप एक कम आवृत्ति ट्रांसफॉर्मर आइसोलेटर का उपयोग करेंगे और फिर इसका आउटपुट एक इंडक्टर के माध्यम से जा रहा है और यह लाइन और ग्रिड के न्यूट्रल से जुड़ा है ध्यान दें कि इस डीसी डीसी कनवर्टर में भी एक नियंत्रण इनपुट होता है लेकिन इस नियंत्रण इनपुट का उपयोग इस के आउटपुट वोल्टेज को मोड्युलेट करने के लिए किया जाता है इसका उपयोग वोल्टेज नियंत्रण या करंट नियंत्रण के लिए किया जा सकता है हम सर्किट के इस भाग से काफी परिचित हैं हम जानते हैं कि MPPT नियंत्रण के लिए डीसी डीसी कनवर्टर के साथ पीवी मॉड्यूल को कैसे इंटरफ़ेस किया जाता है मुझे सर्किट के इस हिस्से के बारे में चर्चा करने दें अब मुझे इस हिस्से के लिए एक विशिष्ट सर्किट नीचे रखना है इस केपेसीटेंस से शुरू होने के बाद मैं यहां सर्किट को फिर से ड्रा करता हूं तो मेरे पास केपेसीटेंस है मुझे इसके साथ इस तरह से एक बक कनवर्टर लगाने दें तो यह एक बक कनवर्टर है तो मेरे पास एक पावर सेमीकंडक्टर स्विच है यहां मैंने एक BJT का उपयोग किया है आप एक MOSFET का उपयोग कर सकते हैं या आप एक IGBT का उपयोग कर सकते हैं डायोड है और आपके पास एक इंडक्टर और केपेसीटर है अब आपको यह भाग याद रखना चाहिए कि मैंने क्या उपयोग किया है बक कनवर्टर की यह टोपोलॉजी आप कोई भी अन्य डीसी डीसी कनवर्टर टोपोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं यह स्पष्टीकरण के लिए केवल एक प्रतिनिधि टोपोलॉजी है मैंने एक बक कनवर्टर का उपयोग किया है यह एक फ्लाईबैक कनवर्टर हो सकता है यह एक आइसोलेटेड कनवर्टर हो सकता है यह एक बक बूस्ट कनवर्टर हो सकता है और इसी प्रकार तो यह एक Z स्रोत कनवर्टर हो सकता है अब इसके आउटपुट में तरंग की आकृति ऐसी होनी चाहिए पूर्ण तरंग रेक्टीफाईडसाइन रेक्टीफाईड तो उचित रूप से मेरे पास यहां एक ड्यूटी साइकिल होगा जो कि इस प्रकार बदल रहा है की यह उस फैशन में एक आउटपुट तरंग आकार का उत्पादन करेगा अब इसका आउटपुट मैं एक पुश पुल कनवर्टर को दूंगा जो इस तरह से जुड़ा हुआ है अब मेरे पास यह ट्रांसफार्मर वाइंडिंग है और यह एक पुश पुल सर्किट है तो इस पुश पुल सर्किट को पहचानें यहां एक स्विच है यहां एक स्विच है यहाँ मैंने जानबूझकर डायोड नहीं लिया है क्योंकि इस रिवर्स बॉडी डायोड का उपयोग किया जाता है यदि करंट प्रवाह दिशा उलट जाती है लेकिन हम हमेशा ग्रिड के साथ फेज में करंट पंपिंग की बात कर रहे हैं तो यह पावर का केवल सक्रिय भाग है जो हमेशा बह रहा है इसलिए मेरे पास कोई रिवर्स डायोड नहीं है लेकिन आप रिवर्स डायोड लगा सकते है यदि यह एक BJT है या यदि यह एक MOSFET या एक IGBT है रिवर्स डायोड पहले से ही स्विच के बॉडी में इनबिल्ट है तो अब डीसी डीसी कनवर्टर से आने वाला यह वोल्टेज आउटपुट अब पुश पुल ट्रांसफार्मर के केंद्र बिंदु से जुड़ा हुआ है पुश पुल ट्रांसफ़ॉर्मर का सेकेंडरी एक इंडक्टर के माध्यम से निकाला किया गया है और इसका आउटपुट ग्रिड लाइन और न्यूट्रल से जुड़ा है जैसा कि यहां दिखाया गया है तो अब यह ड्यूटी साइकिल यहां मैं इस ड्यूटी साइकिल को साइन की तरह मोडुलेट जिससे इस बिंदु पर आउटपुट मुझे इस तरह से एक वोल्टेज मिलेगा आप इस v0 को देखें एक बक कन्वर्टर के लिए v0 dvin अब यदि d को साइनसॉइडल प्रकृति में बनाया गया है प्रकृति केवल रेक्टिफाइड साइनसॉइडल है आपको आउटपुट v0 मिलेगा जो vinsinωt है और इसलिए आप इस तरह की तरंग आकृति प्राप्त कर पाएंगे अब इस तरह की तरंग आकृति को पुश पुल के केंद्र में दिया जाता है अब मान लीजिये इस आधे साइनसॉइड में 10 ms चौड़ाई है तो 2 साइनसोइड्स 2 आधी रेक्टिफाइड साइन तरंगें 20 ms की होगी जो कि 50 हर्ट्ज है अब हम इसको अनफोल्ड करेंगे तो मैं क्या करूंगा यह Q1 है मैं Q1 को चालू करूंगा इसका मतलब है Q1 के दौरान यह ऑपरेटिव साइनसॉइड है आधा साइनसॉइड और डॉट्स यहां डॉट्स को देखें और मैं उम्मीद करूंगा मुझे यह मिलना चाहिए इसलिए जब इसे चालू किया जाता है तो यह बिंदु पॉजिटिव होता है यह बिंदु पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव यहां आता है अब जब Q2 को चालू किया जाता है Q1 बंद है तो यह Q2 भाग है इसलिए जब Q2चालू किया जाता है तो नॉन डॉट एंड पॉजिटिव होता है नॉन डॉट एंड पॉजिटिव होता है जिसका मतलब है कि डॉट एंड नेगेटिव है यह भाग है यह इस तरह इन्वर्टर हो जाता है तो बारी बारी से आप Q1 और Q2 को स्विच करते रहते हैं तो ये 50 हर्ट्ज की तरह बदल रहे हैं 10 ms के लिए यह चालू है अगले 10ms यह चालू है तो ये कम आवृत्ति पर स्विच किए जाते हैं और यह अन्फोल्डिंग होती है और फिर यह 50 हर्ट्ज सिग्नल कोइंडक्टर के माध्यम से ग्रिड में इंटरफ़ेस किया जाता है तो यह इंटरफेसिंग का एक तरीका है इस भाग इस भाग को अनफोल्डिंग सर्किट कहा जाता है जिसका मैंने यहां उल्लेख किया है और यह अनफोल्डिंग सर्किट है और यह भाग आइसोलेशन है पुश पुल ट्रांसफार्मर को आइसोलेट करने के लिए उपयोग किया जाता है तो यह यह और यह हिस्सा है जो वास्तव में इस पूरे सर्किट में इंगित किया गया है यह एक ऐसी टोपोलॉजी है यहाँ अन्फोल्डिंग स्टेज है मैंने पुश पुल स्टेज का उपयोग करके प्रदर्शित किया है Q1 और Q2 पुश पुल ट्रांसफार्मर के साथ इस अनफॉल्डिंग स्टेज को ब्रिज सर्किट से बदला जा सकता है जो कि अधिक लोकप्रिय है क्योंकि ब्रिज स्टेज आइसोलेटिंग स्टेज से डिकपलड़ होती है यहाँ पुश पुल स्टेज आइसोलेटिंग स्टेज से कपलड़ है तो आइए हम उस पर एक नजर डालते हैं मैं क्या करूंगा मैं सर्किट के इस हिस्से को हटा दूंगा और इसे फिर से ड्रा करूंगा मुझे इसे कम करने दें और यहां मैं एक फुल ब्रिज स्टेज का उपयोग करूंगा जिसे कम आवृत्ति पर स्विच किया जाता है इस बार BJT का उपयोग करने के बजाय मैं पावर स्विच के रूप में एक MOSFET ड्रा करूंगा देखें MOSFET यह आंतरिक बॉडी डायोड के साथ n चैनल MOSFET है आप देखते हैं मैं सामान्य रूप से स्विच के लिए BJT का उपयोग क्यों करता हूं पावर सेमीकंडक्टर स्विच के रूप में पावर MOSFET ड्रा करने की तुलना में BJT को ड्रा करना बहुत आसान है लेकिन जब मैं लैब और प्रयोगों में उपयोग करता हूं तो ज्यादातर समय यह हमेशा पावर MOSFETs और पावर IGBTS होता है बहुत ही कम मैं BJTs का उपयोग करता हूं ठीक है तो हमारे पास फुल ब्रिज है जो पावर MOSFETs से बना है यह ग्राउंड से जुड़ा है यह बिंदु और यह केंद्र बिंदु इस बिंदु से जुड़े हुए है जो वास्तव में फुल वेव रेक्टिफाइड साइन पावर सिग्नल प्राप्त कर रहा है तो मैं इसे उस तरह से कनेक्ट करूंगा और फिर ब्रिज के केंद्र से मैं ट्रांसफार्मर को इस तरह से कनेक्ट करूंगा और ट्रांसफार्मर का आउटपुट ट्रांसफॉर्मर का सेकेंडरी इंडक्टर के माध्यम से जाता है और फिर ग्रिड की लाइन और न्यूट्रल तक जाता है तो मुझे MOSFET के इस आंतरिक बॉडी डायोड को पूरा करने दें तो आपके पास बॉडी डायोड MOSFET पूर्ण डॉट ध्रुवीयता है तो यह पूरा सर्किट होगा अब मुझे स्विचेस का नाम देने दें मैं इसे S1 स्विच कहूंगा यह S2 है यह S3 और S4 है अब हम कहते हैं इस अवधि के दौरान S3 और S2 स्विच कनेक्टेड है S2 और S3 चालू है S1 और S4 इस 10 ms अवधि के दौरान बंद हैं तो उस समय के दौरान ट्रांसफार्मर का यह डॉट एंड डीसी डीसी कनवर्टर के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है नॉन डॉट एंड नेगेटिव डीसी डीसी कनवर्टर से जुड़ा हुआ है तो डॉट एंड पॉजिटिव है यह डॉट एंड पॉजिटिव है और इसलिए आप इस भाग को यहां देखेंगे फिर अगले 10 ms के लिए मैं S1 और S4 को चालू करूंगा S3 और S2 को बंद कर दूंगा S1और S4 को बंद कर दिया जाता है प्रोफेसर ने चालू के बजाय बंद कहा S3और S2 बंद हैं इसलिए जब S1और S4 चालू होते हैं तो आप देखेंगे कि नॉन डॉट एंड डीसी डीसी कनवर्टर के पॉजिटिव से जुड़ा है डॉट एंड डीसी डीसी कनवर्टर के नेगेटिव से जुड़ा है इसलिए डॉट एंड नेगेटिव है इसलिए आप यहां एक उलटा रूप देखेंगे आप ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी पर फुल साइन वेव देखेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न टर्न अनुपात डीसी डीसी कनवर्टर के इस वोल्टेज के आधार पर निर्धारण किया जाता है और जो भी वोल्टेज ग्रिड का हो और भारत में यह ग्रिड वोल्टेज 230 वोल्ट RMS या 325sinωt है तो आप ग्रिड वोल्टेज से मिलान करने के लिए इस अनुपात को बदल सकते हैं